मार्केटिंग रिसर्च और एनालिसिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है पिछले सत्र में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुपिंग मेथड के बारे में चर्चा की थी जिसे फैक्टर एनालिसिस कहा गया और बाद में हमने एक और समूहीकरण विधि के बारे में चर्चा की जिसे क्लस्टर एनालिसिस कहा गया ठीक है तो फैक्टर और क्लस्टर दो महत्वपूर्ण तकनीकें थी इसका उपयोग समूहों को या क्लस्टर्स को बनाने के लिए आपको अंतर करने या जानने के लिए किया गया था ताकि रेस्पोंडेंट्स को वर्गीकृत किया जा सकता है या आप उन्हें आसानी से विभिन्न समूहों को सही क्लस्टर्स में ला सकते हैं ताकि प्रत्येक क्लस्टर की अपनी विशेषता है जो अन्य समूहों से अलग है ठीक है इसलिए यह वर्गीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका था जिसका उपयोग हम केसेस में रेस्पोंडेंट्स में उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए करते थे आप कुछ भी सही कह सकते हैं लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जहां एक मार्केटर का सामना बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जरवेशन से है मान लें कि एक बैंक है जिसे लोन देना है अब प्रश्न है बैंक ही को यह तय करना है कि क्या यह ग्राहक योग्य ग्राहक है या नहीं तो ऐसी स्थिति में यह योग्य ग्राहक नहीं है और संयोग से बैंक ग्राहक को ऋण प्रदान करता है तो बैंक अपना पैसा खो देगा हो सकता है कि आपको पता हो कि कई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस आज बैंकों के पैसे का गबन कर रहे हैं और बैंकों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और लंदन या कहीं और रह रहे है इसलिए वे बैंकों के पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बैंक पूरी तरह से घाटे में चल रहे हैं जिससे बैंक की नोनपरफोर्मिंग असेस्ट्स में वृद्धि हुई है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बैंक को यह सीखना चाहिए कि क्या उन्हें ऋण देना चाहिए इस ग्राहक के लिए या नहीं इसी प्रकार एक क्रेडिट कार्ड कंपनीयह भी पता लगाना चाहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए ग्राहक को क्रेडिट कार्ड दें या न दें इसी प्रकार कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे क्या मुझे अपने पाठ्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार लेना चाहिए या मुझे अपने पाठ्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार नहीं लेना चाहिए कुछ अन्य मामले जहां आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई विशेष व्यक्ति धार्मिक जुड़ाव चाहता है या नहीं हम कहते हैं कि धार्मिक जुड़ाव के अनुसार एक उच्च धार्मिक मध्यम धार्मिक या धार्मिक नहीं सभी प्रकार के समूह में आ ता है इसलिए यहाँ पर जो भी स्थिति है यदि आप अपने सभी निर्णय को देखते हैं तो ये निर्णय मूल रूप से वैरिएबल्स पर निर्भर करते हैं जो प्रकृति के अधिप्रकार में श्रेणीबद्ध हैं एक प्रकृति में श्रेणीबद्ध इसलिए अगर मेरे डिपेंडेंट वैरिएबल्स प्रकृति में श्रेणीबद्ध हैं इसका मतलब है कि मैं चाहु तो केवल कह सकता हूं क्या हम उदाहरण के लिए कहें कि क्या लोन दिया जाना चाहिए हाँ 1 या नहीं दिया जाना चाहिए o है इसलिए मेरा निर्णय 0 पर और 1 पर आधारित है ठीक है यह कुछ मामलो में 0 में हो सकता है 1 2 कुछ भी हो सकता है उदाहरण के लिए नहीं दिया गया हां दिया गया उदारवादी मुझे नहीं पता है कि दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है कि वह किसी प्रकार का अधिकार नहीं कह सकता कोई व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक है कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से धार्मिक है कोई हमें ऐसा नहीं कहने देता है कि धार्मिक नहीं है हालांकि आप ऐसे सवालो को ब्रेकअप करना चाहते हैं इसलिए यह सवाल यहां उभर कर आता है जाहिर है कि मुझे लगता हैआप ठीक समझे कि यह कितना इम्पोर्टेन्ट है इसलिए रिसर्चर बैंक या मार्केटर को तय करना या केटेगरी को सेपरेट करना चाहता है कुछ वेरिएबल्स के आधार पर ग्राहकों को तय करना या अलग करना चाहता है इसलिए सवाल यह है वह क्या है आप ऐसा कैसे करेंगे ताकि आप इस तरह का निर्णय लें कि हम इस तरह के निर्णय का उपयोग कर सकें दो बुनियादी तकनीकों एक को डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस कहा जाता है और दूसरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस दूसरा रिग्रेशनका रूप है जिसे लॉजिस्टिक रिग्रेशनकहा जाता है इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस ये दो प्रकार की तकनीकें हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि निर्णयकर्ता निर्णय ले सके जो एक श्रेणीगत स्तर पर आधारित है निर्णय एक श्रेणीगत वेरिएबल की तरह है लेकिन उनका निर्णय कुछ स्वतंत्र वेरिएबल पर आधारित है जो सभी प्रकृति में निरंतर हैं इसलिए परिणाम में सभी निरंतर हैं रिसर्चर को यह बताना है कि वह किस तरह इस तरह की समस्या से आपके पास काम करने जा रहा है जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मूल अंतर क्या है हालांकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशनका एक विशेष मामला है जिसे मैं शायद दूसरे सत्र में उठाऊंगा आज मैं डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करूंगा जो कि अंतर है हालांकि हमारे पास आज कई हैं आप मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक को भी जानते हैं लेकिन डिस्क्रिमिनैंट का लाभ यह है कि यह लॉजिस्टिक की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है लेकिन दूसरी ओर डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस भी अतिसंवेदनशील कुछ धारणाएँ है उदाहरण के लिए डेटा प्रकृति में सामान्य होना चाहिए इसलिए इस तरह के परीक्षण जो मैं आपको सत्र में बता रहा हूं रिसर्चर को समझना होग हालांकि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन लॉजिस्टिक की तुलना में डिस्क्रिमिनैंटथोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि लॉजिस्टिक आमतौर पर होता है 0 और 1 केस के साथ किया गया हाँ या नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस 234 से अधिक श्रेणियां ले सकता है लेकिन बड़ी से बड़ी श्रेणियों की संख्या भी बहुत उचित नहीं है इसलिए आइए हमें देखते हैं कि हमें ग्रुप मेम्बरशिप की भविष्यवाणी करने के लिए एक पहला मामला लेना चाहिए प्रीडिक्टर वैरिएबल्स के एक सेट से कई विषयों के लिए जिसका अर्थ है किप्रीडिक्टर वैरिएबल्स बहुत इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स हैं इसलिए इस इंडिपेंडेंट वैरिएबल्सकी मदद से मैं समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि क्या क्या श्री Xके लिए यह ऋण भुगतान की श्रेणी में आएगा या वह ऋण भुगतान की श्रेणी में नहीं आएगा चाहे वह ऋण दाता हो या नहीं उदाहरण के लिए क्राइटेरिया वैरिएबल इस प्रकार वर्गीकरण की वस्तु है इसलिए यह हमेशा एक कैटेगोरिअल वैरिएबल है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यदि आप देख सकते हैं तो यह हमेशा एक श्रेणीगत चर 0 नहीं 1 हां है या 2 जो भी हो सकता है आइए इस मामले को उदाहरण के रूप में लेते हैं जिसे हम जानना चाहते हैं किसी को फेफड़ों का कैंसर है या नहीं इसलिए दो संभावित नतीजे हो सकते हाँ उसे फेफड़े का कैंसर है या नहीं उसे फेफड़े का कैंसर नहीं है तो संभावित प्रीडिक्टर वेरिएबल में जो होगा जो मैंने लिया है यदि आप देख सकते हैं कि कैसा है तो यह बहुत आसान है या तो पिछले रिसर्च अनुभव से या खुद की समझ से ले सकते है इस मामले में उदाहरण के लिए संभावित प्रेडिक्टर वेरिएबल प्रति दिन धूम्रपान की जाने वाली सिगरेटों की संख्या हैं तो प्रति व्यक्ति कितने सिगरेट धूम्रपान कर रहा है यह महत्वपूर्ण प्रीडिक्टर वेरिएबल में से एक है दूसरा यह है कि खांसी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार होती है यदि खांसी होती है तो यह इंगित करेगा कि उसे फेफड़ों का कैंसर है या नहीं खांसी की फ्रीक्वेंसी इतनी है खाँसी बहुत अधिक इंटेंस है आप वर्गीकृत कर सकते हैं शायद आप एक स्कोर दे सकते हैं शायद 1 से 7 के स्कोर में हो सकता है या 1 से 5 को लिकर्ट स्केल या कुछ और पसंद कर सकता है और हां कह रहा है खैर यह वही है जो वह कर रहा है या यदि आप उस ध्वनि को माप सकते हैं जो ध्वनि का डेसीबल बना रही है जो एक संकेतक भी हो सकता है तो मैं नहीं कर सकता कि आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते तो यह मापने के लिए कि क्या उसे फेफड़े का कैंसर है या नहीं हम इस वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर हुआ है या नहीं लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हमारी मदद करने वाला है अब इससे पहले कि मैं आपको एक सरल सामान्य ज्ञान के साथ बताऊं हम सभी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति केवल भविष्य का अनुमान लगा सकता है जब आपके पास ज्ञान का एक अतीत होता है जिसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए उदाहरण के लिए जिन लोगों को फेफड़ों का कैंसर था और उनकी धूम्रपान की आदत कैसी थी उनकी खांसी की फ्रीक्वेंसी कैसी थी और उनकी तीव्रता कैसी थी अगर मुझे यह पहले पता था तो मैं संभवतः आपको एक समीकरण बना सकता हूं और पता लगा सकता हूं कि क्या कोई नया रोगी इस चर को देखकर आ रहा है या इस चर के गुणांक जैसे खांसी आवृत्ति तीव्रता और सिगरेट मैं शायद अच्छी तरह से अनुमान लगा सकता हूं कि यह आदमी संभवतः फेफड़े के कैंसर का मरीज है या वह नहीं है इसलिए कुछ मूल बातें यदि आप इसे देखते हैं तो यह कहते हैं कि कंटीन्यूअस प्रीडिक्टर्स के समूह से समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हमने चर्चा की है अब सुंदरता यह है कि यदि आपको एक और तकनीक याद है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसे एनोवा का विस्तार कहा जाता था अब मैनोवा अगर आपको याद है कि हम क्या कर रहे हैं तो हम मूल रूप से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप कैसे या कैसे समूहों का व्यवहार कर रहे हैं कई डिपेंडेंट वैरिएबल्स और कई इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स हैं हम कहते हैं या नहीं तो कई इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स कम से कम 1 लेकिन कई डिपेंडेंट वैरिएबल्स इसलिए जब आपके पास D1 D2 था और आपके पास किसी प्रकार का IV1 IV2 था तो वह रिलेशनशिप जो हम बना रहे थे लेकिन केवल शर्त यह थी कि ये उस समय कैटेगोरिअल वैरिएबल्स थे और ये कन्टीन्यूस वैरिएबल्स थे यदि आप समझते है यदि आप इसे देखते हैं तो मैनोवा कुछ भी नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस या डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस का उल्टा कुछ भी नहीं है बल्कि मैनोवा का उलटा है तो मनोवा में आप के पास कन्टीन्यूस डिपेंडेंट वैरिएबल्स और कैटेगोरिअल इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स है और डिस्क्रिमिनट में आपके पास कैटेगोरिअल इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स डिपेंडेंट वैरिएबल्स और कन्टीन्यूस इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स है तो यह अंतर है इसलिए जैसा कि मैनोवा में कहा गया है हम पूछते हैं कि क्या समूह रैखिक रूप से संयोजित DVs के सेट पर काफी भिन्न हैं तो आपके पास रैखिक रूप से कंबाइंड डिपेंडेंट वैरिएबल्स थे अब इस डिपेंडेंट वैरिएबल्समें एक हाई को लीनियरिटी हो सकती थी उनके लिए हाई को लीनियरिटी होना उचित नहीं है इसलिए वैसे भी यह समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करने में हमारी मदद कर सकता था इसलिए जैसा कि मैंने लिखा है मैनोवा परीक्षण कि क्या संयोजन पर समूहों के बीच अंतर का अर्थ DV संयोग से होने की संभावना है या यह हर बार होता है इसका मतलब है कि यह एक मौका नहीं है इसलिए और आप एनोवा और मैनोवा में होने वाली बातचीत के प्रभाव को भी माप रहे थे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप बातचीत के प्रभाव को प्रभावित कर रहे हैं अब मैं पहले से ही बातचीत कर रहा था समझाएं कि इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि a b c को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए a c को प्रभावित कर रहा है b c को प्रभावित कर रहा है लेकिन जब हम कहें कि हम इस तरह से समझ लेते हैं तो b दो वैरिएबल्स हैं जो c को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए मान लीजिए कि c को प्रभावित करना महत्वपूर्ण नहीं है b का प्रभाव c भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी एक संभावना है कि a b c को प्रभावित कर रहा है और यह महत्वपूर्ण है तो यह वही है जो हमें मैनोवाऔर एनोवा को समझने में मदद करता है इसलिए मैं अब मैनोवापर बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि पहले से ही हमने इन चीजों पर चर्चा की है मैं सीधे डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के अवलोकन के लिए पहुँच रहा हूँ तो यह क्या है हम इसका उपयोग क्यों करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक उपयुक्त तकनीक है जब डिपेंडेंट वैरिएबल कैटेगोरिअल है और तब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक होते हैं सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबलमें दो तीन या अधिक कैटेगरीज़ हो सकती है मैंने कहा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम आम तौर पर केवल दो कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं 0 और 1 हाँ या नहीं लेकिन डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के मामले में आपके पास चार कैटेगरीज़ हैं लेकिन एक निश्चित संख्या से परे जब आप इसे बनाते हैं तो यह जटिल हो जाता है बहुत ही जटिल मॉडल हो जाता है इसलिए उदाहरण के लिए मैंने पक्ष में दिया है कि अगर आप जेंडर देखते हैं तो वह पुरुष है या महिला हैवी यूजर्स बनाम लाइट यूजर्सखरीदार बनाम गैर खरीदार गुड क्रेडिट रिस्क बनाम पुअर क्रेडिट रिस्क एक सदस्य या एक गैर सदस्य वकील चिकित्सक या प्रोफेसर तीन श्रेणियां हैं तो बात यह है कि जब आप जीवन में ऐसी स्थिति में आते हैं जिसमें आपको भेदभाव करना पड़ता है या आपको उन्हें विभिन्न ग्रुप्स में वर्गीकृत करना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह उपकरण बहुत बहुत शक्तिशाली उपकरण है तो डिपेंडेंट वेरिएबल z कैसे क्रेडिट रिस्क के बराबर है अब इस मामले में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उदाहरण के लिए है यह एक मामूली मामला है जिसे हमने लिया है वह है आय शिक्षा परिवार का आकार व्यवसाय जहां व्यवसाय को एक डमी के रूप में मापा गया है इसलिए डमी भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो रिग्रेशन में उपयोग होता है जो डमी वेरिएबल रिग्रेशन है इसलिए डमी वेरिएबल कोडिंग वह विधि है जहां इसका मतलब है कि आप केवल किसी वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति को लेते हैं यदि वह मौजूद है तो वह1 है और जहां वह मौजूद नहीं है वह 0 है जितना अच्छा है तो इसे लेने से किसी भी रिलेशनशिप का पता लगाया जा सकता है एक बार जब हमने इस रिलेशनशिप को पा लिया है उसके बाद मैं इस रिलेशनशिप का उपयोग प्रिडिक्टिव मॉडल के रूप में कर सकता हूं अब यदि आप उदाहरण के लिए देखें तो यह मामला है अब मैकडॉनल्ड्सMcDonald's बर्गर किंग और वेंडीWendy's तीन समूह हैं अब स्वादिष्ट बर्गर के लिए प्राथमिकता कम है और लोगों की आय कम और उच्च है इसलिए ऐसा कोई तरीका है जो इस बात में मदद करता है कि हमें समझाने से यह संभव हो सकता है कि हम यह डॉट्स उत्तरदाताओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए उत्तरदाताओं को उनकी आय और बर्गर के लिए उनकी प्राथमिकता के आधार पर दो अलग अलग समूहों में वास्तव में अलग किया जा सकता है अब यह केवल एक बात को दर्शाने के लिए है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है जैसे भेदभाव भी होता है विश्लेषण भी एक बहुत बड़ी समानता है जिसे आप एनालिसिस ऑफ़ वैरिएंस जानते हैं जैसा कि मैंने कहा कि इनवर्सवह है जो मूल रूप से समूह के भीतर मूल रूप से मापता है ग्रुप वैरिएंसेस के भीतर समूह में जब आप ऐसा करते हैं तो यह मान कुछ भी नहीं है लेकिन यदि आप किसी सॉफ़्टवेयर या विल्क्स लैंबडाWilks Lambda नामक किसी चीज़ को देखते हैं तो यह भिन्नता को मापता है जब दो समूह एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है इसका मतलब यह तब होता है जब ग्रुप वैरिएंसेस के भीतर ग्रुप वैरिएंसेस के भीतर W T बहुत कम होता है या पर्याप्त रूप से कम होता है फिर हम कहेंगे कि जब विल्क्स लैंबडाWilks Lambda आकार में कम होता है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि समूहों के बीच स्पष्ट कटौती का अंतर है विल्क्स लैंबडाWilks Lambdaआपको बताता है कि ओवरलैप की बहुत अधिक मात्रा है जो ओवरलैप की बहुत है ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह माना जाएगा कि विल्क्स लैंबडाWilks Lambda खराब है तो ओवरलैप बहुत कम है तो यह वही है जो वास्तव में यह बताता है कि आप देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंगMc Donald's Burger king और वेंडी के दो समूहों के बीच एक बड़ा अंतर है इसलिए यहां सवाल एक और सवाल है जो हमने लिया है वह खरीद के इरादे और स्थायित्व जैसे कुछ वैरिएबल्स के आधार पर है जैसे डुराबिलिटी परफॉरमेंस और शैली इसलिए संख्याएँ केवल इस तरफ छोड़ दी जाती हैं कृपया आप इसे समझें यह सब्जेक्ट नंबर डुराबिलिटी है यह डुराबिलिटी है और प्रदर्शन शैली परफॉरमेंस X2 है और यह X3 सभी को 0 से 10 के पैमाने में मापा जाता है सभी माप स्केलर 0 से 10 है अब यह मूल रूप से क्या करता है अब यहां हम कुछ भी गणना नहीं करते हैं लेकिन जिस डिस्क्रिमिनैंट स्कोर की हम गणना करते हैं वह डिस्क्रिमिनैंट स्कोर कहलाता है अब डिस्क्रिमिनैंट स्कोर Z A के समान है जैसे कि रिग्रेशन एक्वेशन W1X1 W2X2 पर चलता है इसलिए एक बार जब हमारे पास यह डिस्क्रिमिनैंट स्कोर होता है यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि नया व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा इसलिए यह एक नए उपभोक्ता उत्पाद के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण परिणाम है दो समूह खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे इसलिए समूह 1 वे लोग हैं जो आइटम खरीदेंगे और समूह 2 वे लोग हैं जो खरीदारी नहीं करेंगे अब यदि आप डुराबिलिटी को देखते हैं या उन मूल्यों के जो उन्होंने लोगों को दिए हैं जो खरीदेंगे कि उन्होंने स्थायित्व को कितना महत्व दिया है उनका क्या महत्व है प्रदर्शन की पेशकश की शैली के लिए उन्होंने जो स्थायित्व महत्व दिया है वह क्या है और इसी तरह जो लोग खरीद नहीं रहे हैं उनका स्कोर क्या है मतलब दो समूह के बीच का अंतर यदि यह समूह का मतलब है तो यह समूह का मतलब 74 है और यह 32 इसलिए अंतर यहाँ 432 दिया गया है इसी तरह 24 और 02 इसलिए यह हमें एक तरह के भविष्यवाणी उपकरण बनाने में मदद करता है यह कहता है कि यह लोगों की विशेषताएं हैं फिर इन मूल्यों को शामिल करने के लिए हो सकता है हम कह सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति जो अगले आ रहा है और हमने उससे पूछा कि आपका स्कोर क्या है जो आप डुराबिलिटी प्रदर्शन और शैली पर देंगे इसलिए हम स्कोर में उनकी राय ले सकते हैं भविष्यवाणी करें कि क्या यह आदमी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा बस एक बार कल्पना करें कि क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह आदमी खरीद करेगा या नहीं खरीदेगा मार्केटर के लिए यह कितना आसान हो रहा है इसलिए मैं किस बारे में बात कर रहा था इसलिए यदि आप A और B को देखते हैं तो दोनों ग्रुप्स खरीदेंगे और खरीदेंगे नहीं बहुत ही छोटा ओवरलैप बहुत छोटा ओवरलैप है इसका मतलब है कि तकनीकी शब्द में मैं कहूंगा विल्क्स लैंबडाWilks Lambda बहुत कम मूल्य है तो कम मूल्य का मतलब है मतलब ग्रुप वैरिएंसेस टोटल ग्रुप वैरिएंसेस के भीतर काफी कम हैं मैंने इसे पहले भी समझाया है ग्रुप के भीतर कुछ भी नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे तरीके से मैंने इसे एक वैरिएंसेस के रूप में समझाया है अब प्रक्रियाओं को देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस के उद्देश्य रिसर्च डिज़ाइन असमप्शन्स क्या असमप्शन्स हमारे पास अनुमान व्याख्या और सत्यापन होना चाहिए इसलिए मैं सभी को नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण दो में से एक के माध्यम से ले रहा हूं सबसे पहले आपको कैसे एप्रोच करना चाहिए सबसे आम एप्रोच जो किया जाता है मान लें कि आपके पास बड़ी संख्या में डेटा है जो प्रकृति में निरंतर है तो अगर आपके पास इसके लिए मैट्रिक्स स्केल रिस्पांस है तो उसे आपको नॉन मीट्रिक कैटेगरीज़ में परिवर्तित करना चाहिए अब उदाहरण के लिए यह कैसा है आइए बताते हैं 3 इनकम ग्रुप वाले लोग कि ये तीन कैटेगरीज़ हैं 0 से 5 लाख 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर तो बस इसे एक बनाने के लिए 0 से 5 लाख एक है 5 से 10 लाख दो है और इसी तरह 10 लाख से ऊपर तीन है ऐसा करने से आपके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि आप इसे एक कैटेगोरिकाल स्केल में बदल सकें और अन्य जो हम प्रयोग करते है उसे पोलर एक्सट्रीम एप्रोच कहा जाता है पोलर एक्सट्रीम एप्रोच में जहां केवल दो ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है और बीच वाले को बाहर रखा जाता है इसका मतलब है कि यह केवल 0 या 1 है इसका मतलब है कि आपके पास पहले के मामले में 5 से 10 लाख का समूह नहीं है इसलिए इसे 10 और ऊपर है इसलिए आपको डिस्क्रिमिनैंट Z स्कोर्स की सही गणना करनी होगी जो मैंने कहा था फिर आपको कुछ और करना होगा इसे कट ऑफ स्कोर भी कहा जाता है हम कट ऑफ स्कोरविकसित करते हैं अब एक बार आपने कुछ चीजें काट ली हैं आपको याद रखना है इसलिए एक बार जब आपके पास Z स्कोर होगा तो इसके बाद आप बनाते हैं आप सेंट्रोइड्स या ग्रुप मीन्स की गणना करते हैंयह महत्वपूर्ण है सेंट्रोइड्स या ग्रुप मीन्स क्या हैं जब आपके पास बड़ी संख्या में मान हैं तो आप समूह की गणना करने का प्रयास करते हैं जो प्रत्येक समूह के अधिकार का अर्थ है अब यह होने के कारण इसे सेंट्रोइड्स भी कहा जाता है अगर आपको कोई भी किताब दिखती है तो आप भ्रमित न हों सेंट्रोइड्स या ग्रुप मीन्स का मतलब यह पहचानने में आपकी मदद करता है कि विशेष स्कोर से कितना दूर है इसलिए यदि यह बहुत दूर है या यह बहुत करीब है तो आपको यह तय करने में मदद करता है कि यह विशेष समूह में आएगा या नहीं तो यह मदद करता है जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस बहुत व्यावहारिक महत्व हैं जो आपको भविष्यवाणी करने में मदद करता है और फिर पता लगाता है कि मूल रूप से कितने सटीक रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं इसलिए एक और बात जब मैं ग्रुप मीन सेंट्रोइड के बारे में बात कर रहा हूं या आप जानते हैं और z स्कोर करते हैं तो एक और बात है जो आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि वहाँ कुछ है जिसे कटिंग स्कोर कहा जाता है अब कटिंग स्कोर या कट ऑफ स्कोर यह कटिंग स्कोर या कट ऑफ स्कोर क्या है कटिंग स्कोर या कट ऑफ स्कोर कुछ भी नहीं है लेकिन आपको सच्चाई देखने के लिए एक मूल्य ढूंढना होगा कि आप क्या कर रहे थे आपने दो समूह बनाए हैं अब सवाल यह है कि यदि कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या वह व्यक्ति किस समूह में गिरेगा कि क्या समूह ए या समूह बी अब समूह A या समूह B में आते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे एक प्रकार का स्कोर होना चाहिए तो हमें विशेष कटिंग स्कोर कहने दें तो हमें समूह B में यह कहने देना चाहिए कि हम आपको केवल इतना बता रहे हैं कि मान लीजिए विशेष मान 05 है इसलिए अगर यह 05 से कम है तो यह समूह 05 से अधिक है तो हमें यह कहने दें कि आपको यह कटिंग स्कोर कैसा लगता है इसलिए यह महत्वपूर्ण स्कोर है इसलिए यह कटिंग स्कोर कुछ भी नहीं है लेकिन कटिंग आप zNAZBNBZANANB कह सकते हैं अब मुझे इससे क्या मतलब है जब मैं कह रहा हूं कि यह कटिंग स्कोर A समूह में सैम्पल्स या रेस्पॉन्डेंट के बराबर है जो सेंट्रोइड द्वारा गुणा किया जाता है या समूह का मतलब समूह बी के सदस्यों के समान अधिकार है समूह बी के सेंट्रोइड में समूह बी समूह ए के कुल नमूना आकार से विभाजित है अब यह आम तौर पर असमान समूहों के मामले में उपयोग किया जाता है जब दो समूहों में उत्तरदाताओं या समान आकार की समान संख्या नहीं होती है लेकिन यदि आपके पास समान समूह आकार है तो यह बस za zb 2 हो जाएगा तो यह ऐसा मामला है जिसे मैं समझाने के लिए लाया हूँ आशा है कि अब तक आप समझ गए होंगे डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस में यह समझने के लिए कुछ चीजें हैं कि यह आपको भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि क्या नए सदस्य किस ग्रुप में आएंगे पासिंग ग्रुप या फेलिंग ग्रुप यह आपको पता है कि जो कुछ भी है वह आपको मूल रूप से भविष्यवाणी करने में मदद करता है अगले परिणाम क्या है कुछ कंटीन्यूअस इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स को देखकर है तो यह है जो मामला मैं नेट से एक उदाहरण के रूप में लाया हूं इसलिए डेटा की जांच प्रत्येक 32 खोपड़ियों पर पांच मापों से पहले होती है इससे पहले कि मुझे करने दें हालांकि आप ऐसा करेंगे आने वाले सत्र में हो सकता है मैं यह भी समझाता हूं कि मैं इसे जारी रखूंगा इसलिए ऐसा होता है जैसा कि मैंने कहा है कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस यह आपको भविष्यवाणी करने में मदद करता है लेकिन डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस को मान्य करने जैसा कुछ भी है अब आप डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस को कैसे मान्य करते हैं डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस को मान्य करने के लिए कि आप जो सरलतम तंत्र करते हैं वह बहुत सरल है कि जो भी आपका नमूना है आपका डेटा जो भी आपके पास है आप डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं एक का उपयोग आप उस अध्ययन के लिए करते हैं दूसरे का उपयोग करते हैं इसका एक होल्ड आउट नमूना होता है हम कहते हैं कि होल्ड आउट ग्रुप को अब आप जानते हैं कि यह होल्ड ग्रुप अब क्या होता है जब आप इसका मतलब यह मान लेते हैं कि हम इसे मान लेते हैं मेरा कहना है कि यह मेरा संपूर्ण डेटा सेट है इसलिए मैं डेटा सेट को दो भागों में विभाजित कर रहा हूं भाग A और भाग B यह मेरा होल्ड आउट नमूना है मैं जो भी करूंगा वह सही होगा मैं इस डेटा पर परीक्षण करूंगा और वही एनालिसिस मैं फिर से चलाऊंगा और मैं परिणामों की तुलना करूंगा यदि परिणाम कम या ज्यादा आ रहे हैं फिर मैं कहूंगा कि मेरे परिणाम सही हैं इसलिए यह बहुत ही सरल मैकेनिस्म है जिसमें बहुत अधिक विज्ञान भी नहीं है है जिसमें आपको केवल डेटा को दो भागों में तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SPSS की सहायता के साथ डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस की व्याख्या और डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के रिजल्ट्स की व्याख्या कैसे करे मुझे आशा है आप डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस की थ्योरी ठीक से समझ गए और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जा सकता है केवल यही अंतर है कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस सामान्य और सभी की डेटा मान्यताओं के प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील है और सभी लॉजिस्टिक अधिक मजबूत है लेकिन यहाँ पॉइंट है लॉजिस्टिक आमतौर पर सिर्फ दो वैरिएबल्स की कैटेगरीज़ पर काम करता है जबकि डिस्क्रिमिनैंट वैलेडिटी है दो से ज्यादा वैरिएबल्स 4 से 5 तक के वैरिएबल्स या और ज्यादा कैटेगरी हैं अधिकतम 4 तो मैं जो करूंगा वह आने वाले सत्र में डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस एक उदाहरण की मदद से समझेगे इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद